तरंगें और तरंग समीकरण हम मैक्सवेल के समीकरणों Maxwells equations के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मैक्सवेल के समीकरण Maxwells equations विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की ओर कैसे ले जाते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों से हमारा मतलब है कि ये विद्युत और चुंबकीय विक्षोभ हैं जो एक दूसरे को बनाए रखती हैं और दिक्स्थान को संचारित करती हैं इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें वास्तव में समझना चाहिए कि तरंगें क्या हैं तरंगें और तरंग समीकरण तो आज इस व्याख्यान में हम यह समझने के लिए कुछ समय बिताने जा रहे हैं कि तरंग समीकरण क्या है यह कहाँ से आता है तरंग परिघटना क्या है मैं नॉन डिस्पेर्सिव तरंगों के बारे में बात करने जा रहा हूं नॉन डिस्पेर्सिव से मेरा मतलब है कि एक तरंग जो जैसे आगे बढ़ती है तो विकृत नहीं होती है सीधे शब्दों में कहें कि यह क्या है तो आइए हम समझते हैं कि तरंग क्या है विशेष रूप से हम समझना चाहते हैं क्या एक तरंग का मतलब है कि एक भौतिक कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जवाब है नहीं उदाहरण के लिए आपने पानी की तरंगें देखी हैं जहां अगर मैं कोई विक्षोभ करता हूं तो वह बाहर जाती है लेकिन हम पानी को बाहर जाते नहीं देखते हैं इसी तरह जब मैं बोल रहा हूं तो एक दबाव की तरंग चल रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस विशेष तरंग के साथ हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है क्या होता है एक तरंग में एक विक्षोभ होती है जो यात्रा करती है इसलिए जब मैं बोल रहा हूं तो मैं यहां हवा में विक्षोभ पैदा कर रहा हूं उस में मैं एक दबाव अंतर पैदा कर रहा हूं वह दबाव अंतर यात्रा करता है लेकिन भौतिक कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है इसी तरह पानी की तरंगों में मैं एक विक्षोभ पैदा करता हूं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है लेकिन पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है तो हम एक तरंग के बारे में क्या बात कर रहे हैं मान लीजिए मैं एक तरंग के बारे में सोच रहा हूं जो x अक्ष की ओर जा रही है अगर मेरे पास कोई विक्षोभ है और हमें इसे समय t 0 पर विक्षोभ x द्वारा इसे निरूपित करें यह बिना रुके यात्रा करती है इसका मतलब यह है कि जैसा कि यह चलती है यह वैसी ही रहती है तो मुझे इसे वैसी ही और साथ ही संभव बनाने की कोशिश करें सिवाय इसके कि यह एक दूरी v t द्वारा स्थानांतरित हो गयी है फलन समान रहा है मैं इस फलन को x और t के फलन के रूप में कैसे वर्णित करूं चूंकि फलन ने केवल स्थिति बदल दी है इसलिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन f मूल v t द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए मैं इसे f x माइनस v t समय t शून्य के बराबर लिख सकता हूं यह f x माइनस v t है और यह f x है समय t शून्य पर इसलिए हम जो कह रहे हैं वह विक्षोभ वैसी ही है और यह दूरी v t द्वारा स्थानांतरित हो गया है तो यह वही है जिसे मैं धनात्मक x अक्ष के साथ गति v के साथ एक तरंग के संचार का वर्णन कहूंगा इसी तरह से मैं विपरीत दिशा में जाने वाली इस तरंग के बारे में सोच सकता हूं तब यह एक दूरी माइनस v t से स्थानांतरित होती और मैं यह फलन लिखता जो कि x 0 से f x t जो कि f x प्लस v t 0 है जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है फलन में इस तरह से परिवर्तन होता है इसे देखने का एक और तरीका है मान लीजिए मैं इस फलन को समय के संबंध में प्लॉट करता हूं x 0 पर हम कहते हैं कि यह f x 0 पर है और इसे x 0 समय t के फलन पर फलन f के रूप में रूप में दिया गया है फिर यदि मैं x पर फलन देख रहा हूं तो उसी समय यह fxt होगा जो x 0 पर फलन के बराबर होता है जो पिछले समय t माइनस x से विभाजित v के बराबर होता है यह दाईं ओर जा रही एक तरंग को दर्शाने का एक अन्य तरीका है यदि तरंग बाईं ओर यात्रा कर रही होती तो मेरे पास f x होता t f के बराबर होता x 0 पर समय x से विभाजित v तो यह एक तरंग को दर्शाने का दूसरा तरीका है समीकरण के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है fxtfx0t xv fxtfx0txv मुझे अब f x के रूप में काम करना है t दाईं ओर जा रही तरंग के लिए f x माइनस v t के बराबर है दूसरा पद 0 है इसलिए मैं इसे लिखता भी नहीं हूं या बाएं ओर जा रही तरंग के लिए f x प्लस v t आइए हम दाईं ओर जा रही तरंग के लिए विभेद करें जो कि x के सापेक्ष है जो dx भाग du du भाग df होगा जहाँ u x माइनस vt के बराबर है यह मुझे df भाग du देता है इसी प्रकार df भाग dt df भाग du गुना du भाग dt होने जा रहा है जो कि माइनस v df भाग du है यह तुरंत स्पष्ट कर देता है कि दाईं ओर जा रही तरंग के लिए मेरे पास df भाग dx है जो कि df भाग du के बराबर है जो माइनस 1 से विभाजित v df भाग dt के बराबर है और यह दाईं ओर जा रही तरंग के लिए तरंग समीकरण है जो तरंग बाईं ओर जा रही है उसके लिए यह चिन्ह प्लस हो जाएगा ∂f∂x∂f∂u∂u∂x∂f∂usince ux vt ∂f∂t∂f∂u ∂u∂t v∂f∂u ∂f∂x∂f∂u 1v∂f∂t तो मुझे दाईं ओर जा रही तरंग के लिए एक समीकरण मिला है जो df भाग dx माइनस 1 से विभाजित v df dt के बराबर है या तरंग बाईं ओर जा रही है के लिए df भाग dx 1 से विभाजित v df dt के बराबर है दोनों में मैं यह कह सकता हूँ कि df dx ऊपर एक t के संबंध में व्युत्पन्न लेने और 1 से विभाजित v से गुणा के बराबर है दूसरे मामले में मैं कह सकता हूँ कि df dx बराबर है मुझे बराबर का चिह्न लगाना चाहिए प्लस 1 से विभाजित v d भाग dt ये बाईं ओर या दाईं ओर जा रही तरंग के लिए वैध तरंग समीकरण हैं उस तरंग के बारे में क्या जो दो तरंगों का अध्यारोपण है एक तरंग के बारे में क्या जो यात्रा नहीं करती है और क्या मुझे हमेशा यह निर्दिष्ट करना होगा कि यह बाईं ओर जा रही है या दाईं ओर जा रही है हम ऐसा नहीं करते हैं इसके बजाय हम इन दो समीकरणों को जोड़ते हैं किसी भी तरह से एक सामान्य समीकरण लिखते हैं जो बाईं ओर जा सकता है या दाईं ओर जा सकता है या स्थिर तरंग हो सकती है एक स्ट्रिंग कंपन की तरह बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर रही उस स्थिति में जैसा कि आप ध्यान देते हैं कि चूंकि हमने d भाग dx को प्लस या माइनस 1 से विभाजित v d भाग dt के बराबर लिखा है इसका तात्पर्य यह है कि द्वितीय तरंग d 2 से विभाजित dx कुछ नहीं सिर्फ 1 से विभाजित v वर्ग d भाग dt वर्ग होगी और इसलिए मैं बाईं ओर या दाईं ओर जा रही किसी भी तरंग के लिए लिख सकता हूं कि d 2 f से विभाजित dx वर्ग बराबर है 1 से विभाजित v वर्ग d 2 f भाग dt वर्ग के इसमें बाईं ओर जा रही दाईं ओर जा रही या दो दो तरंगों का अध्यारोपण या स्थिर तरंग या जो भी हो का वर्णन करती है अगर मैं एक प्रणाली में एक विक्षोभ की गति के लिए इस तरह एक समीकरण प्राप्त कर सकता हूं तो उसके बाद मैं स्वचालित रूप से v भी प्राप्त करता हूं आइए अब इसे उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं ∂x±1v∂t 2x21v22t2 2fx21v22ft2 उदाहरण 1 के रूप में मैं एक तार पर तरंग लेता हूं मतलब एक तार है जिसमें तनाव T है और इसकी द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई म्यू के बराबर है अगर मैं यह मानकर विकृत करता हूँ कि आयाम बहुत छोटा है इसका आयाम बहुत छोटा है फिर अगर मैं इसमें एक छोटा हिस्सा लेता हूं अगर मैं इस हिस्से को देखता हूं तो यह हिस्सा ऊपर नीचे होता है जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है और हमें इसके लिए समीकरण प्राप्त करना चाहिए यह ऊपर और नीचे होता है क्योंकि तनाव के कारण एक रेस्टोरिंग बल होता है अब हम इस भाग को यहाँ देखते हैं यहाँ तनाव T इसे इस तरह से खींच रहा है वहाँ तनाव T इस तरह से इसे खींच रहा है दायीं ओर के इस तनाव के दो घटक हैं T कोसाइन आइए हम इसे थीटा 2 मानते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक T साइन थीटा 2 यह कोण थीटा 2 कोण से थोड़ी अलग होने वाली है बायीं ओर यह T कोसाइन थीटा 1 होने जा रहा है और यह घटक T साइन थीटा 1 होने जा रहा है और इसलिए नेट ऊर्ध्वाधर बल T साइन थीटा 2 माइनस T साइन थीटा 1 है और अगर आयाम बहुत छोटा है तो मैं मोटे तौर पर T थीटा 2 माइनस T थीटा 1 के रूप में लिख सकता हूं और क्षैतिज घटक T माइनस T है जो 0 है इसलिए दो ऊर्ध्वाधर घटकों में यह संतुलन तार को ऊपर और नीचे ले जाता है आइए हम थीटा 2 और थीटा 1 की गणना करें Vertical componentTsin2 Tsin1Horizontal componentT T0 इसलिए हम इस तार और एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं नेट बल T थीटा 2 माइनस है यदि मैं लंबाई को डेल्टा x लेता हूं तो थीटा 1 मोटे तौर पर तन्जेन्ट थीटा 1 है और यदि हम इस विस्थापन y को x के एक फलन के रूप में लेते हैं तो यह dx द्वारा dy का आंशिक व्युत्पन्न है मैं आंशिक लिख रहा हूं क्योंकि y x और t दोनों का फलन है दूसरी ओर थीटा 2 तन्जेन्ट होने जा रहा है थीटा 2 मुझे एक अनुमानित संकेत नहीं लिखना चाहिए यह बिल्कुल बराबर है जो एक ही समय t में x प्लस डेल्टा x पर dy भाग dx के बराबर है जिसे मैं dy भाग dx x और t पर प्लस द्वितीय व्युत्पन्न d 2 y भाग d x वर्ग डेल्टा x के बराबर लिख सकता हूं 1≈tan 1∂y∂xxt2tan 2∂y∂xxxt∂y∂xxt2yx2x तो ऊर्ध्वाधर बल है T थीटा 2 x t पर dy भाग dx माइनस या प्लस d 2 y भाग d x वर्ग डेल्टा x माइनस dy भाग dx x t पर है यह रद्द करता है और मुझे यह मिलता है यह बल T d 2 y भाग d x वर्ग डेल्टा x के बराबर है और यह यहाँ इस छोटे टुकड़े के त्वरण के बराबर होना चाहिए इसका द्रव्यमान म्यू गुना डेल्टा x d 2 y भाग d t वर्ग है वह त्वरण है तुम दोनों को जोड़ दो डेल्टा x दोनों तरफ से रद्द होता है और आपको मिलता है d 2 y भाग d x वर्ग जो कि म्यू से विभाजित T d 2 y भाग dt वर्ग के बराबर है यह ठीक उसी तरह का तरंग समीकरण है जो हमने पहले प्राप्त किया था और इसलिए इस तार में एक तरंग स्थापित होने जा रही है यह एक प्रगतिशील तरंग हो सकती है यह एक स्थिर तरंग हो सकती है लेकिन यह वह तरंग है जो गति वर्ग v वर्ग T से विभाजित म्यू के बराबर होने जा रही है तो यह एक उदाहरण है कि प्रणाली में तरंग समीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है और यह स्वचालित रूप से आपको तरंग की गति भी देता है Vertical forceT∂y∂xxt2yx2x ∂y∂xxtT2yx2xμx2yt2 2yx2T2yt2v2T एक दूसरे उदाहरण के रूप में मैं दिशा x में एक नली में यात्रा करने वाली दबाव तरंग को लूंगा इसके लिए मैं इसमें गैस या तरल के एक हिस्से पर विचार करता हूं जो कि यहां लंबाई डेल्टा x है यह कुछ दबाव p पर है और हम यहां एक अतिरिक्त दबाव बनाते हैं डेल्टा p ताकि बाएं हाथ की तरफ दूरी y x से बढ़ जाए यह दबाव फैलता है और यह अपनी स्थिति को भी बदलता है ताकि दाईं ओर यह रेखा y x प्लस डेल्टा x से आगे बढ़े और यहाँ दबाव में परिवर्तन होता है डेल्टा p प्लस कुछ डेल्टा मैं इसे 2 p कहूंगा जो एक दूसरा कोटि है हम जो करना चाहते हैं वह इस दबाव अंतर को देखते हैं कि यह क्या बल पैदा करता है इसे यह छोटा सा हिस्सा जो हमने लिया है के त्वरण के संदर्भ में लें और देखें कि हमें क्या समीकरण मिलता है सबसे पहले यह डेल्टा p क्या करता है यह आयतन बदलता है आइए पहले आयतन में परिवर्तन की गणना करें यह मानते हुए कि यहाँ यह क्रॉस सेक्शन A है इसलिए आयतन में परिवर्तन x पर A y प्लस डेल्टा x माइनस A y x है इस भाग के आयतन में परिवर्तन है जिसे हमने दो लंबवत रेखाओं के बीच लिया था और यह A dy भाग dx डेल्टा x के अलावा और कुछ नहीं है आयतन में यह बदलाव बाएं हाथ की तरफ दबाव डेल्टा p के कारण होता है डेल्टा p प्लस डेल्टा 2 p दाएं हाथ की तरफ यह डेल्टा 2 p असंतुलित बल है जो वास्तव में इस हिस्से के त्वरण को जन्म देता है तो संपीड़न इस डेल्टा p से आता है परिभाषा के अनुसार डेल्टा p dp dv गुना डेल्टा v के बराबर है जो मैं इसे v dp dv डेल्टा v से विभाजित v के रूप में लिख सकता हूं ध्यान दें कि यह मात्रा v dp dv बल्क मापांक है और इसलिए मैं इसे माइनस B के रूप में लिख सकता हूं डेल्टा v A dy भाग dx डेल्टा x से विभाजित इस अवयव का आयतन है A डेल्टा x है तो डेल्टा p को माइनस B यहां A रद्द हो जाता है dy भाग dx के रूप में दिया जाता है Change in volumeAyxx AyxA∂y∂xx p∂P∂VVV∂P∂VVV B∂y∂x तो हमने जो गणना की है वह यह है कि इस नली में जो दबाव p पर है जब मैं यहाँ एक डेल्टा p लागू करता हूँ तो यहाँ छोटा आयतन बदल जाता है और इस डेल्टा p को माइनस B dy भाग dx के रूप में दिया जाता है दाएं हाथ की तरफ दबाव डेल्टा p प्लस डेल्टा 2 p है तो डेल्टा p प्लस डेल्टा 2 p माइनस B dy भाग dx x पर प्लस डेल्टा x होने जा रहा है और यह माइनस B dy भाग dx x पर माइनस B d 2 y से विभाजित dx वर्ग गुणा गुना डेल्टा x है तो असंतुलित बल होने वाला है यह दबाव यहां बाईं ओर काम करता है यहाँ डेल्टा p दाईं ओर काम करता है और इसलिए असंतुलित बल B dy भाग dx c प्लस B d 2 y भाग dx वर्ग डेल्टा x माइनस B dy भाग dx x पर होने जा रहा है यह डेल्टा p के अलावा कुछ भी नहीं है यह डेल्टा p प्लस डेल्टा 2 p है यह रद्द कर दिया जाता है और मुझे B d 2 y भाग dx वर्ग डेल्टा x के बराबर असंतुलित बल मिलता है जो इस हिस्से को यहां से त्वरण देने जा रहा है और यह त्वरण d 2 y भाग dt वर्ग होगा और बल इस त्वरण गुना द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए और इस हिस्से का द्रव्यमान यह आयतन A डेल्टा x गुना घनत्व रो होगा और मुझे यहां बल से क्षेत्रफल भी लगाना चाहिए हमें दो तरफ से चीजों को रद्द करते हैं मैं इस A को रद्द करता हूं हम इस डेल्टा x को रद्द करते हैं और हमें यह समीकरण मिलता है B d 2 y से विभाजित dx वर्ग जो रो d 2 y भाग dt वर्ग के बराबर है B2yx2ρ2yt2 और इसलिए समीकरण d 2 y भाग dx वर्ग रो से विभाजित B d 2 y भाग d 2 वर्ग के बराबर है यह तुरंत मुझे देता है कि वेग वर्ग B से विभाजित रो है आप इस सूत्र को जानते हैं कि एक माध्यम में ध्वनि का वेग B से विभाजित रो का वर्गमूल है जब हमने B लिखा जो कि माइनस v dp भाग dv के बराबर था तो हमने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि क्या यह एक स्थिर तापमान या एडियाबेटिक है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तर्क दिया जाता है जब हवा में परिवर्तन हो रहे होते हैं शायद ही कोई गर्मी हस्तांतरण हो इसलिए हम है जिससे यह x पर निर्भर करता है और आयाम y और z से स्वतंत्र होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर मेरे पास x y और z है तो एक समतल तरंग में यह वेवफ्रंट होगा जिसमें पूरे yz समतल में समान आयाम होता है और यह विक्षोभ x दिशा में जाती है हमने हार्मोनिक तरंगों पर भी विचार किया जिसमें y x द्वारा विक्षोभ होती है t A साइन 2 पाई x से विभाजित लैम्ब्डा माइनस न्यू t के बराबर है आप देख सकते हैं कि यह d 2 t भाग dx वर्ग के समीकरण को संतुष्ट करता है इस मामले में यह माइनस A भाग 4 पाई वर्ग से विभाजित लैम्ब्डा वर्ग साइन 2 पाई x से विभाजित लैम्ब्डा माइनस न्यू t होने जा रहा है और d 2 y से विभाजित d t वर्ग माइनस A माइनस 4 पाई वर्ग न्यू वर्ग साइन 2 पाई x से विभाजित लैम्ब्डा माइनस v t होगा और आप देख सकते हैं कि यह तब तरंग समीकरण को संतुष्ट करता है जिसमें वेग न्यू गुना लैम्बडा के बराबर होता है